आइए हम यहां एक और समस्या देखें मैं पहले समस्या की व्याख्या करता हूं और फिर हम पहले फ्री बॉडी को चित्रित और समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको केवल यह समझाऊंगा कि आप पूरी समस्या को कैसे हल करेंगे यहाँ AB एक विशेष रोड है माना कि यह E है तो AEB जिसे A पर फिक्स फ्रेम में पिन किया गया है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह हैश किया हुआ है यह एक फिक्स फ्रेम है इसे एक बॉडी पर पिन किया जाता है जो आकार में L होता है BCD को B पर AB पर पिन किया जाता है और इसे एक व्हील पर पिन किया जाता है जो AEB पर E पर टिकी होती है और यह व्हील सिर्फ E पर खड़ा होता है अब यह BCD C पर मूवमेंट से बाध्य कर दिया गया है और यही समस्या है हम इससे जुड़े सभी अज्ञात का पता लगाना चाहते हैं अज्ञात हम तब आएंगे जब हम कहेंगे कि हमें समस्या को हल करना है हमें फिक्स्ड सपोर्ट से रिएक्शन और रिजिड बॉडी के बीच में इंटरेक्शन की वजह से आने वाली रिएक्शन के लिए हल करने की आवश्यकता है मैं यह कार्य कैसे करूं पहला अभ्यास यह समझना है कि इसमें 3 रिजिड बॉडी हैं एक रिजिड बॉडी यह AEB है दूसरा रिजिड बॉडी BCD है और तीसरा रिजिड बॉडी यह विशेष व्हील है जो D के साथ में हिंज किया हुआ है ठीक है तो 3 रिजिड बॉडी हैं यह मुझे फ्री बॉडी के डायग्राम को उचित रूप से बनाने में मदद करेगा एक AB है आप या तो इसे AEB या AB कह सकते हैं दूसरा रिजिड बॉडी BCD और व्हील D है जो हमारे पास तीसरा रिजिड बॉडी हैं पहला अभ्यास क्या है जो हमें करने की आवश्यकता है हमें फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स के कारण दिखाई देने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है तो चलिए शुरू करने के लिए उस विशेष अभ्यास को करते हैं अब मैं केवल सरल रेखा चित्र पर जा रहा हूँ मैं बस इस AB को एक रेखा के रूप में BCD को L के रूप में और एक चक्र के लिए एक व्हील के रूप में बनाने जा रहा हूँ तो यह एक बिंदु A B है हमारे पास यह जो BCD है और आपके पास एक व्हील है अब हमने यहाँ क्या हटा दिया है हमने उस सपोर्ट को हटा दिया है जो क्षैतिज दिशा में गति को रोकता है जिसका अर्थ है कि मेरे पास इस प्लैनर रिजिड बॉडी सिस्टम पर फिक्स्ड फ्रेम द्वारा रिएक्शन होनी चाहिए तो हम इसे x दिशा के साथ C या Cx कहते हैं तो हम इसे अपनी सुविधा के लिए x दिशा के रूप में और इसे y दिशा के रूप में लेने जा रहे हैं A पर इसे यहां पिन किया गया है जिसका अर्थ है कि फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स इसे लंबवत और क्षैतिज दोनों दिशाओं में A पर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स के सापेक्ष में आगे बढ़ने नहीं देता है जिसका अर्थ है कि दो फाॅर्स होंगे जिनकी फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में इस गति को रोकने के लिए आवश्यकता होगी तो चलिए इसे Ay और Ax कहते हैं तो हमारे पास 3 अज्ञात Ax Ay और Cx हैं जो एक्विलिब्रियम समीकरणों से ज्ञात किए जाने हैं ठीक है कोई और है इस विशेष समस्या के अलावा यह दिया गया है कि यहाँ मोमेंट लग रही है किसी ऐसी मोटर के बारे में सोचिए जो 120 Nm का टार्क लगा रही हो इसलिए मुझे इसे यहां स्थानांतरित करने की आवश्यकता है एक 120 Nm है जो इसके बाहर लग रहा है मान लें कि लागू किए गए 120 Nm की तुलना में सभी रिजिड बॉडी नगण्य मास हैं तो पहला फ्री बॉडी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स के बिना इस पूरे सिस्टम से संबंधित है और इसमें सभी 3 शामिल हैं फिर हम उनमें से प्रत्येक के फ्री बॉडी को अलग से बनाना चाहते हैं तो चलिए व्हील से शुरू करते हैं क्योंकि यह सबसे सरल लगता है तो यह व्हील D है जिसे हम बनाना चाहते हैंI यहां क्या होता है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है इस व्हील के फ्री बॉडी को बनाने के लिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैने AEB और BCD को फिक्स कर दिया है दो अन्य रिजिड बॉडी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में फिक्स किए गए हैं जिसका अर्थ है कि AEB और BCD बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं इस मामले में BCD का यह बिंदु D इस व्हील को x और साथ ही y दिशा में जाने से रोकेगा जिसका अर्थ है कि मेरे पास एक रिएक्शन होगी जो व्हील पर Dy और Dx के रूप में दिखाई देगी जो x और y से गति को रोकने के लिए जिम्मेदार है इसके अलावा आप यहाँ पहले ही देख चुके हैं कि यह एक व्हील पर टिका हुआ है जो AEB पर टिका हुआ है जिसका अर्थ है कि एक नार्मल रिएक्शन है एक नार्मल रिएक्शन है कि हम इसे केवल NE कहते हैं या चूंकि यह y दिशा में है इसलिए हम इसे केवल Ey कहेंगे हमारे पास यहाँ एक प्रश्न है क्या मेरी यहाँ पर क्षैतिज रिएक्शन होगी मुझे नहीं पता बता दें कि यह फ्रिक्शनलेस नहीं है इसमें फ्रिक्शन है आइए अभी के लिए Ex का परिचय दें अतः x दिशा में एक प्रतिरोध है जहां तक इस व्हील का संबंध है हम कुछ समय बाद सरलीकरण पर वापस आएंगे क्या आप कुछ और भूल गए है इस विशेष व्हील का मास नगण्य है जिसका अर्थ है कि केवल दो बिंदु हैं जिन पर मुझे विचार करना है एक रेस्ट्रेइन बिंदु BCD से आ रहा था और दूसरा E पर रेस्टिंग के कारण था तो जहां तक व्हील D का संबंध है यह पूरा हो गया है आइए हम अन्य दो फ्री बॉडी को बनाने का प्रयास करें मैं इसे सरल बनाने के लिए रेखा आरेखों का उपयोग करने जा रहा हूँ अब आइए हम इस विशेष BCD को देखें हम BCD को देखते हैं हमें AEB और व्हील को फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में ठीक करना होगा और यह देखना होगा कि पेश किए जाने वाले रिस्ट्रैन्ट क्या होंगे इस BCD पर 3 बिंदु हैं जिन पर रिस्ट्रैन्ट लगाया जाएगा एक AEB द्वारा B पर है दूसरा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स के कारण C पर है और दूसरा D पर है क्योंकि यह व्हील अस्थिर रहता है और इसलिए मेरी रिएक्शन ठीक होगी अभी के लिए क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि हमने इस दिशा में Dx और D y ड्रा किया हैं हम इस बिंदु D के लिए समान और विपरीत दिशाएँ लेंगे यह Dy Dx है इसलिए हमने इसे समाप्त कर दिया है इसे देखते हुए यहां एक रिस्ट्रैन्ट है तो हम बस उसी पर टिके रहेंगे B पर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में रिस्ट्रैन्ट रखेंगे और इसलिए एक फाॅर्स प्रकट होता है क्षैतिज दिशा में एक रेस्ट्रेंट है जिसका अर्थ है कि एक और फाॅर्स Bx प्रकट होता है क्या हम पूर्ण हैं इसका जवाब है हाँ हमारे यहां जो मास है वह नगण्य है जिसका अर्थ है कि हमने BCD का फ्री बॉडी पूरा कर लिया है यह x दिशा है यह y दिशा है अब जो बचा है वह है AEB मैं फिर से रेखा आरेख का सहारा लेने जा रहा हूं यह ड्राइंग के लिए आसान बनाता है B पर याद रखें कि मैं BCD के साथ साथ व्हील ED को फिक्स करने जा रहा हूं जिसका अर्थ है कि इस विशेष बिंदु पर मेरी एक समान और विपरीत रिएक्शन होगी जिसका अर्थ है कि मेरे पास यहां By और Bx इस तरह होगा E पर व्हील के साथ इंटरेक्शन है और इसलिए मुझे इस Ex और Ey के विपरीत संकेतों को लेना चाहिए और उन्हें फोर्सेज के रूप में सम्मिलित करना चाहिए तो Ex और Ey इस तरह हम अधिक संख्या में अज्ञात जोड़ने से बच सकते हैं इसमें हम समान और विपरीत रिएक्शन स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं A पर हम पहले से ही रिजिड बॉडी सिस्टम के लिए ड्रा कर चुके है मेरे पास Ax और Ay दिखाई देंगे इसलिए हमने यहां व्हील BCD और AEB के सभी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार किए हैं अगला अभ्यास यह पता लगाना है कि सभी अज्ञातों को हल करना है आइए उस पर नजर डालते हैं सबसे सरल यही है तो मैं इस विशेष व्हील के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं मुझे इसे फिर से यहाँ ड्रा करने दें अब हम अज्ञात को देख रहे हैं व्हील के लिए हमारे पास Dx और Dy है Ex और Ey इसके लिए हमने पहले ही इसका हिसाब कर लिया है हमारे पास Cx है जिसे हल करने की जरूरत है और हमारे पास Bx और By है इस बॉडी के लिए हमें Ax और Ay का हल निकालना होगा हम पहले से ही Ex Ey Bx By का हिसाब रखते हैं जिसका अर्थ है Ax और Ay कुल मिला कर कितने है 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 अज्ञात है क्या मैं 9 समीकरणों पर लिख सकता हूँ इसका उत्तर हां है क्योंकि मेरे पास 1 2 3 रिजिड बॉडी हैं प्रत्येक 3 समीकरण उत्पन्न कर सकता है और इसलिए मैं 9 अज्ञात के लिए हल कर सकता हूं अब अगर मैं इसे इस तरह से करता हूं तो यह एक लंबी प्रक्रिया होगी तो मुझे कुछ ऐसे सरलीकरणों की तलाश करनी चाहिए जो मैं कर सकता हूं ठीक है तो सरलीकरण 1 अगर हम व्हील की जांच करते हैं मुझे इसे यहाँ पर ड्रा करने दें आपके पास Dx Dy Ex Ey है ये एकमात्र फोर्सेज हैं जो लग रही हैं क्षमा कीजिए यह Ex है यदि मैं इस विशेष बिंदु के सापेक्ष मोमेंट लेता हूं और तत्काल परिणाम यह होता है कि Ey उस ऊर्ध्वाधर दिशा में है जो D से होकर गुजरती है Dx और Dy उस मोमेंट एक्विलिब्रियम में भाग नहीं लेते हैं जिसका अर्थ है कि केवल Ex ही मोमेंट एक्विलिब्रियम में भाग लेता है इसलिए अगर मैं D के सापेक्ष मोमेंट लेता हूं तो हम पॉजिटिव कहते हैं केवल एक ही फाॅर्स है जिसके परिणामस्वरूप इसका परिणाम होता है मान लीजिए कि यह त्रिज्या r है हम पहले से ही जानते हैं कि यह 02 मीटर है हम पाते हैं कि यह एंटीक्लॉकवाइस है इसकी धारणा में Ex गुना 02 0 के बराबर होना चाहिए यह मुझे तुरंत Ex बराबर 0 देता है इस पर कोई क्षैतिज फाॅर्स नहीं दिखाई देता है यह स्पष्ट है अब यदि Ex 0 के बराबर है तो सिग्मा Fx बराबर 0 मुझे तुरंत बताएगा कि Dx बराबर 0 है आप यह प्राप्त करते है मैं इसे सरल बनाने के लिए इसे मिटाने जा रहा हूं यह यहाँ नहीं है यह यहाँ नहीं है जैसा कि हमने पहले किया था एक रिजिड बॉडी जहां केवल दो बिंदु हैं जिन पर फाॅर्स कार्य कर रहे हैं तत्काल उत्तर जो हमें यहां मिलता है वह है Dy और Ey एक दूसरे के विपरीत हैं तो सिग्मा Fy बराबर 0 मुझे Ey बराबर Dy देता है मुझे अब इन चारों को देखने की जरूरत नहीं है मुझे केवल एक अज्ञात की आवश्यकता है या तो Ey या Dy और वह अन्य फ्री बॉडी डायग्राम में अज्ञात को कम करेगा आपके यहाँ Dx और Dy है आपके यहाँ Ex और Ey है तो आइए अब उन्हें हटाने का प्रयास करें ताकि हम सरल बना सकें कृपया याद रखें कि ये सरलीकरण हमें बेहतर तरीके से हल करने में मदद करेंगे इसलिए मैं इसे हटाने जा रहा हूं मैं इसे Ey समान और विपरीत कहने जा रहा हूं यहाँ भी मेरे पास यह Ex नहीं है यह व्हील पर लगने वाले N के अलावा और कुछ नहीं है अब हमने इसे कम कर दिया है हमारे पास अब यह ओर अधिक नहीं हैयह और अधिक इसके बजाय इसे एक अज्ञात N से बदल दिया जाता है अब नौ समीकरणों के बजाय हमारे पास हल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 समीकरण हैं ध्यान रहे ऐसा करने में हम पहले से ही व्हील के लिए आवश्यक सभी 3 समीकरणों का उपयोग कर चुके हैं इस पर वापस जाएं तो इसमें 1 2 3 4 अज्ञात मौजूद हैं इसमें 1 2 3 4 5 अज्ञात मौजूद हैं इसे हल करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम कौन से बिंदु लेते हैं क्षमा कीजिए मोमेंट के समीकरणों को लिखने के लिए क्या इसमें कोई सरलीकरण संभव है ऐसे सरलीकरण हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन ध्यान रहे मुझे अब व्हील की तरफ देखने की जरूरत नहीं है इसका पहले से ही ख्याल रखा जा रहा है मैं अन्य अज्ञात के लिए इसे कैसे हल करूं हमने पहले ही यहां पांच देखा है अगर मैं इस बिंदु पर मोमेंट निकालूं तो मैं किन सभी अज्ञात से बच सकता हूं मैं Ax Ay के साथ साथ Bx को टाल सकता हूं जिसका अर्थ है कि मेरे पास N और By के पदों में एक समीकरण होगा क्या स्पष्ट है तो N और By भाग लेंगे यदि मेरे पास ये 0 के बराबर है इसमें N और By भाग लेंगे दूसरे फ्री बॉडी में जाओ वह कौन सा समीकरण है जो मुझे केवल N और By के बीच संबंध देता है यह बहुत कठिन नहीं है यह ऊर्ध्वाधर फाॅर्स एक्विलिब्रियम है तो इसके लिए मैं यह करूँगा मैं सिग्मा Fy बराबर 0 करूँगा इसमें Bx के साथ साथ Cx भी शामिल नहीं होगा इसमें केवल ये दो N और By शामिल होंगे इसमें N और By शामिल थे मैं इन दो समीकरणों N और By का उपयोग करके हल कर सकता हूं एक बार जब मैंने N और By के लिए हल कर लिया तो अब मेरे पास Ax Ay Bx रह गया है इस मामले में Bx और Cx अगर मैं यहां ऊर्ध्वाधर एक्विलिब्रियम लेता हूं तो Ay को हल किया जा सकता है क्योंकि N और By पहले से ही ज्ञात हैं तो मैं इसके लिए केवल सिग्मा Ay बराबर 0 लेकर यहाँ हल कर सकता हूँ अब मेरे पास क्षैतिज एक्विलिब्रियम बचा है जो कि Ax और Bx से संबंधित होगा अगर मैं वहां क्षैतिज एक्विलिब्रियम लेता हूं तो यह Bx और Cx से संबंधित होगा मुझे खेद है मुझे यहां 120 न्यूटन मीटर डालना चाहिए था तो A के साथ में मोमेंट लेते हुए मुझे इस 120 न्यूटन मीटर को शामिल करना चाहिए तो Ax Bx के बराबर है Cx बराबर Bx दो समीकरण हैं जो मुझे मिलते हैं मुझे 3 समीकरण चाहिए क्योंकि मेरे पास Ax Bx और Cx है मैं तीसरा कैसे प्राप्त करूं मैं इस गाई के पास वापस जाऊंगा और अगर मैं इस के साथ मोमेंट लेता हूं तो मैं Ax और Ay से बचता हूं केवल Cx है जिसे यहां हल करने की आवश्यकता है याद रखें कि प्लेनर बॉडी फ्री बॉडी की यह सिस्टम मुझे सीधे Cx के लिए हल करने में मदद करेगी यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना है अगर मैं सिग्मा MA यहां 0 के बराबर करता हूं तो मुझे यह सीधे मिल जाएगा इस पर सीधे जाने के बाद मैं Bx का पता लगा सकता हूं Bx का पता लगाने के बाद मैं Ax का पता लगा सकता हूं जिसका मतलब है कि मैंने इस विशेष समस्या में सभी अज्ञात के लिए हल किया है और कृपया समस्या को हल करने के लिए इस तरह के दृष्टिकोण का उपयोग करें अन्यथा आप 9 अज्ञात के साथ 9 समीकरणों को समाप्त कर देंगे जिन्हें हल करने की आवश्यकता है और यह आपके लिए हल करने के लिए बहुत बोझिल होगा उन सरलीकरणों को देखना महत्वपूर्ण है जो आप कर सकते हैं आपको हमेशा यह देखना होगा कि क्या एक अज्ञात या दूसरे को हल करने का एक सरल तरीका है यदि आप इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से कई समस्याओं को हल करना संभव होगा आप सकते हैं जिस समस्या पर हमने चर्चा की उसे समझने के लिए आप इन स्ट्रिप्स को बना सकते हैं यह वह AB है मैं प्रतिछेदन के इस बिंदु को E के रूप ड्रा करता हूं अब यह बिंदु A फिक्स्ड फ्रेम में फिक्स है और याद रखें कि यह फिक्स फ्रेम के लिए फिक्स नहीं है लेकिन यह BCD और AEB को फिक्स करता है अब हम प्रत्येक रेस्ट्रेंट को हटा देंगे और एक फाॅर्स लगाएंगे पहले की तरह हमारे पास इसकी x दिशा होगी इसकी y दिशा होगी यह रिस्ट्रैन्ट अनिवार्य रूप से बिंदु C को इस दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है तो मैं इसे हटाने जा रहा हूं और इस तरह एक फाॅर्स डालूंगा इस तरह का हल करना अच्छा लगता है इससे हमें समझ आती है इस बॉडी को फिक्स फ्रेम से मुक्त करने के लिए मुझे A को हटाना होगा A क्या करता है यह बिंदु A को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में नहीं जाने देता है तो मैं दो रिस्ट्रैन्ट Ax और Ay सम्मिलित करने जा रहा हूँ अब यह एक फ्री बॉडी है जो आपके पास पूरे सिस्टम के लिए है मान लीजिए कि मुझे इस विशेष प्लैनर बॉडी को सिस्टम से हटाना है मुझे AB को फिक्स करने और BCD को फिक्स करने की जरूरत है तो यह बिंदु D पर पिन इसे हिलने नहीं देता है तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि अब मैं इसे हटा दूंगा और दो फोर्सेज को सम्मिलित करूंगा जो D पर हलचल को रोकते हैं इसके अलावा इस बिंदु E पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रिस्ट्रैन्ट हैं इसलिए मैं उन दोनों को जोड़ सकता हूं यहाँ पर बराबर और विपरीत रिएक्शन लगानी है मैं बस इसे हटाने और यहां लगाने जा रहा हूं इस तरह से एक रिस्ट्रैन्ट है यहाँ पर डाला गया समान और विपरीत रेस्ट्रेंट मुझे इसे यहां इस तरह से स्थानांतरित करने दें इस तरह की एक और है जिसे मुझे सम्मिलित करना है D पर एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ हमने यह पता लगाने के लिए एक सरलीकरण किया है कि ये दोनों 0 हैं इसलिए हम उन्हें हटा भी सकते हैं जिसका अर्थ यह भी 0 है तो आप इस तरह का सरलीकरण कर सकते हैं ताकि यह समझ सकें कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रा किया जाए अब यदि आप इसे देखें तो मेरे पास यहाँ एक फाॅर्स है मुझे उस फाॅर्स को बनाए रखने होगा इस पर एक और फाॅर्स है अगर मुझे अभी AEB हटाना है तो मुझे यहां से रिस्ट्रैन्ट हटाना होगा जब मैं यहां रिस्ट्रैन्ट हटाता हूं तो मुझे उससे संबंधित दो रेस्ट्रॉन्ट्स को जोड़ना होगा और यह BCD का फ्री बॉडी डायग्राम है बिलकुल इसी तरह से आप वही काम कर सकते हैं यह बिंदु BCD से रिस्ट्रैन्ट है और इसलिए मैं इसे अभी बहार निकाल देता हू तो इसकी इस तरह की रिएक्शन होगी A पहले से ही रिस्ट्रैन्ट है तो मैं उन दोनों को ही ले लूं ये दो अन्य रिस्ट्रैन्ट हैं E पर भी मेरे पास एक रिस्ट्रैन्ट है जो व्हील से आता है मैंने कुछ इस तरह इस्तेमाल किया है तो यह इस प्रकार है यह यहां E ऊपर की ओर समान और विपरीत रिएक्शन है और यह A पर होने वाले मोमेंट के अलावा फ्री बॉडी है यह आपके लिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए फ्री बॉडी को कैसे बनाया जाए इसका भौतिक अनुभव प्राप्त करने के लिए इस अभ्यास को कुछ समय प्रयास करे एक बार जब आप फ्री बॉडी डायग्राम में महारत हासिल कर लेते हैं तो बहुत सी चीजें बहुत ही सरल तरीके से पूरी की जा सकती हैं धन्यवाद